नमस्कार इस माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट कोर्स के एक अन्य मॉड्यूल में आपका स्वागत है हम सप्ताह आठ में हैं और पिछले मॉड्यूल में जब हम सक्रिय सर्किटों पर चर्चा कर रहे थे तो हमने एम्पलीफायर डिज़ाइन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है जैसे कि गेन नॉइज़ फिर मिलान करना एम्पलीफायर डिजाइन का एक और महत्वपूर्ण पहलू एम्पलीफायरों में डीसी बायस है एम्पलीफायरों के इनपुट और आउटपुट दोनों को एक निश्चित बायसड वोल्टेज के साथ आपूर्ति की जानी होती है यदि आप इनपुट का औसत लेते हैं यदि आप उस औसत की गणना करते हैं तो जो वोल्टेज मान आपको मिलता है वह बायस मान होता है यह डीसी मान या औसत मान की तरह होता है और यही कारण है कि इनपुट और आउटपुट में ये वोल्टेज आवश्यक हैं जब तक कि आप पर्याप्त डीसी बायस वोल्टेज प्रदान न करें ट्रांजिस्टर की आंतरिक क्रिया ट्रांजिस्टर की आंतरिक भौतिकी काम नहीं करेगी यह सिर्फ इतना भर नहीं है कि आप एक इनपुट सिग्नल देते हैं जिसे आप एम्पलीफायर के माध्यम से एंपलीफाय करना चाहते हैं यह भी आवश्यक है कि आप उचित बायसड वोल्टेज प्रदान करें हम यह कैसे हासिल करते हैं इस मॉड्यूल का उद्देश्य विभिन्न बायसड टोपोलॉजी को देखना है और आवश्यक बायस को भी प्रदान करना है बाद में इस मॉड्यूल में हम एम्पलीफायर डिजाइन के आवृत्ति क्षतिपूर्ति भाग को कवर करेंगे हमने देखा है कि एम्पलीफायर का गेन इसके एस मापदंडों पर निर्भर है लेकिन तब S पैरामीटर स्वयं एक विशेष आवृत्ति के लिए विशिष्ट होते हैं जो कि यदि आप आवृत्ति में परिवर्तन कर दे S पैरामीटर भी बदल जाएगा तो आवृत्ति में परिवर्तन होने पर भी गेन को स्थिर कैसे रखा जाए इस प्रकार हम इस मॉड्यूल के बाद के भागों में देखेंगे लेकिन पहले बायस नेटवर्क को देखेंगे तो डीसी बायस नेटवर्क का उद्देश्य सबसे पहले ऑपरेटिंग बिंदु का चयन करना है इसलिए ऑपरेटिंग बिंदु का मतलब है कि मान लें कि हमारे ट्रांजिस्टर में बिना निर्दिष्ट के किस तरह की विशेषताएँ हैं आपको पता है कि विशेषताओं को यह माना जाता है कि नियंत्रण भिन्नता में विशेषताएं इस तरह हैं कहते हैं कि यह V 1 को नियंत्रण करता है यह हम 2 को नियंत्रित करते हैं और इसी तरह अब ऑपरेटिंग बिंदु को फिक्स करने का मतलब है कि आप मूल वोल्टेज इनपुट के बिंदु फिक्स करते हैं और किसी विशेष वोल्टेज का इनपुट इस विशेष बिंदु के ऊपर खत्म हो जाएगा तो भिन्नता इस बिंदु से ठीक ऊपर होगी इसलिए ऑपरेटिंग बिंदु को काफी हद तक निर्धारित किया जाएगा फिर दूसरा उद्देश्य डीसी बायस नेटवर्क को स्थिर करना भी है टेंप टेम्पर्स की भिन्नता के खिलाफ ट्रांजिस्टर ऑपरेशन को स्थिर करना तो क्या होता है ये अगर आप उसी वक्र पर वापस जाते हैं यदि तापमान T1 को मान लें तो यह विशेषता है जब तापमान में परिवर्तन की विशेषता स्वयं को स्थानांतरित कर सकती है तो उस स्थिति में यदि आप उसी तरह की प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो यदि आपके पास कोई DC वायस नेटवर्क नहीं होता तो डीसी बायस बिंदु को भी स्थानांतरित करना होता है और यदि आप केवल एसी इनपुट पर निर्भर हैं तो शिफ्ट नहीं हो सकता है इसलिए डीसी बायस यदि तापमान में परिवर्तन की विशेषताओं की भरपाई करने के लिए बदल जाता है आप डीसी बायस बिंदु को बदलना चाह सकते हैं फिर भी बायस नेटवर्क का एक और उद्देश्य है यह है कि हम RF और DC संकेतों के बीच मिश्रण नहीं चाहते हैं इसलिए डीसी बायस नेटवर्क तीसरा अनुप्रयोग है जो डीसी और आरएफ को अलग करता है ठीक है इसलिए DC और RF पृथक्करण का मतलब है कि आदर्श रूप से आप जानते हैं कि बायस नेटवर्क जो आपको उपयोग करना चाहिए वह कुछ इस तरह होना चाहिए यह एक बहुत उच्च इंडक्टेंस मान होता है और यह एक बहुत ही उच्च कैपेसिटेंस मान होता है ताकि यह केवल उच्च आवृत्ति को इस से गुजरने की अनुमति देगा यह किसी भी DC को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देगा इसी तरह उच्च इंडक्टेंस मान के कारण यह किसी भी RF को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देगा और यह केवल डीसी को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति देगा इसलिए यह बुनियादी है इसलिए आउटपुट में इस तरफ से केवल DC आ रहा है और RF इस तरफ से आ रहा है और दोनों मिल जाते हैं तो पृथक्करण का मतलब है कि आपके पास एक अलग है जिसे आप जानते हैं कि आपके पास एक अलग DC आपूर्ति है आपके पास एक अलग RF आपूर्ति है और वे दोनों नेटवर्क एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और यह बायस नेटवर्क द्वारा हासिल किया गया है फिर यह भी और अंत में आप जानते हैं कि इस DC बायस नेटवर्क का एक अंतिम उपयोग यह हो सकता है कि यह बिजली की आपूर्ति को कम कर दे इसका मतलब क्या है वह आप जानते हैं मान लीजिए कि आपके पास यहाँ एक DC सप्लाई है और आप इस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं जो हमारे एम्पलीफायर में हमारे ट्रांजिस्टर को बिजली की आपूर्ति करता है डीसी इनपुट वोल्टेज में उछाल बिना डीसी बायस नेटवर्क या इस डिकॉउप्लिंग इंडक्टर के बिना इस एम्पलीफायर के लिए समस्याएं पैदा करेगा इसलिए यह इनपुट DC के किसी भी उछाल को आउटपुट से अलग करता है इसलिए यह हमारा मूल DC है इसलिए आदर्श रूप से कोई भी DC बायस्ड सर्किट ऐसा होना चाहिए अगर मैं इसे फिर से खींच सकें एक बहुत ही उच्च इंडक्टेंस मान है और एक बहुत ही उच्च कैपेसिटेंस मान है मेरा आउटपुट RFDC होगा वैसे इस विन्यास को एक बायस्ड T के रूप में जाना जाता है अब पिछला उदाहरण एक उदाहरण था जिसे हम पैसिव बायस नेटवर्क कहते हैं कुछ मामलों में हमें जरूरत है कि जिसे हम सक्रिय बायस सर्किट कहते हैं क्या वह एक सक्रिय बायस सर्किट है एक सक्रिय बायस सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो सर्किट या तापमान या अन्य वोल्टेज भिन्नता में किसी भी बदलाव के बावजूद एक विशेष बायस वोल्टेज पैदा करता हो इसलिए कि आप आप यह जानते हैं एक सक्रिय बायस नेटवर्क हैं पहले हम गुणात्मक देखते हैं कि यह सर्किट गुणात्मक रूप से कैसे काम करता है अगर मान लें कि यह IC2 किसी कारण से IC2 में परिवर्तन और वृद्धि करता है तो यह IC2 सीधे कलेक्टर वर्तमान कलेक्टर एमिटर में चला जाता है इस ट्रांजिस्टर Q2 के एमिटर करंट क्षमा करें यदि IC2 बढ़ता है तो R3 के आगे वोल्टेज बढ़ेगा यदि R3 में वोल्टेज बढ़ता है तो इस ट्रांजिस्टर Q1 के लिए एमिटर कलेक्टर टर्मिनल के एमिटर के आगे वोल्टेज कम हो जाएगा यदि वोल्टेज अगर एमिटर और कलेक्टर के माध्यम से करंट Q1 के लिए कम हो जाती है तो यह करंट ध्यान दें कि कलेक्टर टर्मिनल से यह Q1 आउटपुट करंट Q2 के बेस को देता है और क्योंकि अब यह करंट कम है Q2 के बेस में जाने वाला कुल करंट भी कम होगा और इसलिए चूंकि बेस करंट कम है इसलिए स्वचालित रूप से कलेक्टर और Q2 का एमिटर करंट भी कम हो जाएगा तो IC2 भी कम हो जाएगा इसलिए यह एक सेल्फ कंपनसेटिंग सर्किट की तरह है अब अब मात्रात्मक रूप से विश्लेषण करें यदि हम सर्किट का विश्लेषण करते हैं तो IC2 का मान जो हमें मिलता है वह यह है बीटा 1 और बीटा 2 क्रमशः ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के करंट गेन हैं अब इस सूत्र से जो हम देखते हैं वह यह है कि बड़े बीटा 1 और बीटा 2 के लिए अर्थात Q1 और Q2 का करंट गेन काफी बड़ा है और फिर यह IC2 इस मान को कम कर देगा जो स्वतंत्र है जो एक स्थिर मान है इसलिए इस प्रतिक्रिया तंत्र द्वारा हमने यह सुनिश्चित किया है कि Q2 में बहने वाला कुल कलेक्टर करंट कंस्टन्ट है धन्यवाद